नमस्कार और सुरक्षा तंत्र अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है आज के व्याख्यान में हम उन शोषण को देखेंगे जिनका लक्ष्य हीप है तो जैसा कि हम जानते हैं कि हीप निश्चित रूप से प्रोसेस एड्रेस स्पेस में मौजूद मेमोरी का एक ढेर है जहाँ डायनामिक रूप से आवंटित मेमोरी रहती है तो हर बार उदाहरण के लिए कि हम C प्रोग्राम में एक malloc का उपयोग करते हैं जिससे मेमोरी का एक हिस्सा हीप में आवंटित हो जाता है और जब हम उस मेमोरी को खाली करते हैं तब मेमोरी का वह चंक मुक्त हो जाता है तो आज के व्याख्यान में हम वास्तव में यह देखेंगे कि यह डायनामिक रूप से आवंटित मेमोरी कैसे है या दूसरे शब्दों में कैसे malloc हीप में मौजूद मेमोरी को संभालता है या प्रबंधित करता है तो चलिए हम इसे प्रेरक उदाहरण से देखते हैं तो हमारे पास एक छोटा प्रोग्राम है और हमारे पास यहां जो कुछ भी है वह malloc के लिए एक आह्वान है जो 256 बाइट्स का अनुरोध करता है तो जब यह malloc आमंत्रित किया जाता है क्योंकि हमें पता है कि इस प्रोसेस एड्रेस स्पेस में एक चंक के आकार की मेमोरी जो लगभग 256 बाइट्स भरता है आवंटित किया जाएगा और उस मेमोरी का पॉइंटर बफर में मौजूद है अब इस विशेष पॉइंटर को देखते हुए उस हीप चंक में मौजूद डेटा को पढ़ या लिख या उसमें हेरफेर किया जा सकता है और उपयोग के अंत में हम बफर को मुक्त कर सकते हैं और बफर को 256 बाइट्स के उस हिस्से को मुक्त किया जाता है जिसे हमने अभी अभी हीप में आवंटित किया है अन्य malloc द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो प्रोग्राम में उपस्थित हो सकते हैं तो एक हीप और एक स्टैक के बीच अंतर क्या है जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैक का उपयोग फ़ंक्शन आमंत्रण के दौरान और पैरामीटर को फंक्शन में भेजने के साथ साथ स्थानीय चर के लिए किया जाता है तो स्टैक निश्चित रूप से तेज़ होते हैं वे पूरी तरह से संकलक द्वारा प्रबंधित होते हैं और हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे पास स्पष्ट रूप से ऐसा कथन नहीं है जो कहता है कि स्टैक में एक विशेष क्षेत्र बनाएं और स्टैक में उस क्षेत्र को मुक्त करें दू सरी ओर जब आप किसी प्रोग्राम को संकलित करते हैं तो संकलक निर्देश सम्मिलित करेगा जो स्टैक को आवंटित करेगा जो स्टैक फ्रेम है और स्टैक फ्रेम को हर बार एक फ़ंक्शन में प्रवेश करने या वापस करने पर क्रमशः मुक्त करेगा जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैक का उपयोग अस्थायी डेटा संग्रहण के रूप में किया जाता है इसलिए जब भी कोई फ़ंक्शन वापस आता है तो फ़ंक्शन में आवंटित किए गए स्थानीय चर अब उपलब्ध नहीं हैं दूसरी तरफ हीप बहुत धीमी होता है हर एक को हीप में कुछ मेमोरी आवंटित होती है जिसे आपको लाइब्रेरी फंक्शन malloc को स्पष्ट रूप से सक्रिय करना होता है और इसी तरह जब आप उस मेमोरी को मुक्त करना चाहते हैं तो यह पता चलेगा कि free को कैसे आमंत्रित करते हैं तो यह प्रबंधन प्रोग्राम द्वारा किया जाता है और काफी हद तक अक्सर यह वास्तव में कई अलग अलग प्रकार की भेद्यता का परिणाम हो सकता है जैसा कि हम इस व्याख्यान के दौरान देखेंगे हीप का उपयोग ऑब्जेक्ट के बड़े ऐरे और वैश्विक चर के भंडारण के लिए किया जाता है और आमतौर पर आप सभी को एक संकेतक की आवश्यकता होती है उस विशेष malloc चंक के लिए और आप किसी भी फ़ंक्शन से उस malloc डेटा का उपयोग करने में सक्षम होंगे तो हम इस व्याख्यान में देखेंगे कि malloc कैसे हीप मेमोरी का प्रबंधन करता है यह मेमोरी कैसे आवंटित करता है इस आवंटन के लिए कौन से एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है इसी तरह मेमोरी को खाली करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम क्या हैं डेटा संरचना में आंतरिक रूप से क्या उपयोग किया जाता हैऔर इसी तरह इसलिए विभिन्न प्रकार के malloc कार्यान्वयन मौजूद हैं उदाहरण के लिए Google से tcmalloc है Android ऑपरेटिंग सिस्टम में jemalloc लागू हो रहा है और इसी तरह आपके पास nedmalloc और Hoard है इन सभी अलग अलग मॉलोक कार्यान्वयन में मेमोरी आवंटित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदमऔर मुक्त मेमोरी के बीच एक सूक्ष्म अंतर है इसलिए निश्चित रूप से एल्गोरिदम उस गति को प्रभावित करेगा जिस पर मेमोरी को आवंटित या आवंटन रद्द या मेमोरी का विखंडन किया गया है तो उदाहरण के लिए आपके पास malloc का एक कार्यान्वयन हो सकता है जो बहुत जल्दी मेमोरी को आवंटित और आवंटन रद्द कर सकता है दूसरे शब्दों में malloc के लिए लिया गया समय और मुक्त करने में लिया गया समय बेहद छोटा है हालांकि आमतौर पर यह देखा जाता है malloc के इस तरह के तेज कार्यान्वयन से हीप मेमोरी का अपर्याप्त उपयोग होता है मेमोरी सेट के विखंडन की अवधारणा जिसके द्वारा हीप में मेमोरी के छोटे टुकड़े होंगे जो कि उपयोग नहीं होने जा रहे हैं इसलिए ये सभी विभिन्न प्रकार के malloc कार्यान्वयन हैं मेमोरी प्रबंधन की गति के बीच मेमोरी प्रबंधन बनाम मेमोरी विखंडन की गति के बीच का व्यापार गति देता है जिसके साथ malloc मेमोरी को आवंटित कर सकता है और साथ ही जिस गति के साथ मेमोरी मुक्त और मेमोरी आवंटन रद्द करता है अक्सर यह देखा जाता है कि malloc का कार्यान्वयन जहाँ malloc बहुत तेजी से चलता है अक्सर खंडित मेमोरी का परिणाम देगा तो खंडित मेमोरी से हमारा तात्पर्य यह है कि वे मेमोरी के छोटे चंक होंगे 2 या 4 या 8 बाइट्स के हो सकते हैं जो वास्तव में किसी भी प्रोग्राम द्वारा उपयोग किए जाने के लिए बहुत कम हैं तो ये खंडित मेमोरी बस हीप में रहते हैं और वास्तव में बहुत अधिक उपयोग नहीं तो निश्चित रूप से जब malloc कार्यान्वयन किया जाता है तो उन्हें मेमोरी प्रबंधन योजना के बीच व्यापार बंद करना होगा ताकि विखंडन की मात्रा को कम किया जा सके एक ही समय में यह सुनिश्चित करें कि मेमोरी प्रबंधन की गति काफी अच्छी है ताकि अनुप्रयोग का प्रदर्शन बहुत अधिक प्रभावित न हो अब ये अलग अलग malloc कार्यान्वयन भी समर्थन में भिन्न होते हैं जो वे उदाहरण के लिए सोपानीयता प्रदान करते हैं जिसका अर्थ है कि हीप का क्या आकार है जो कि विशेष malloc कार्यान्वयन का प्रबंधन कर सकता है दूसरा पहलू जो चलन में आता है वहमल्टीथ्रेडेड सपोर्ट है क्या हीप कार्यान्वयन वास्तव में उन प्रोग्रामों के लिए समर्थन प्रदान कर सकता है जो इसमें मौजूद हैं तो इस विशेष व्याख्यान में हम ptmalloc2 के रूप में ज्ञात एक विशिष्ट malloc कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो ptmalloc2 बहुत ही सामान्य कार्यान्वयन है जो glibc में उपयोग किया जाता है इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि जब आप वास्तव में अपना विशिष्ट हैलो वर्ल्ड प्रोग्राम चलाते हैं और आप इसमें malloc करते हैं यह gilibc का उपयोग करता है और इसलिए malloc एक फंक्शन का आह्वान करेगा जो ptmalloc2 में मौजूद है अब ये सभी विभिन्न प्रकार के malloc कार्यान्वयन Doug Lea के द्वारा एक विशिष्ट कार्यान्वयन से उत्पन्न होते हैं आप वास्तव में Doug Lea के लिए खोज कर सकते हैं और malloc के पहले कार्यान्वयन को पा सकते हैं अन्य दूसरे malloc कार्यान्वयन Doug Lea के कार्यान्वयन से प्राप्त होते हैं तो चलिए ptmalloc2 के बारे में थोड़ा और विस्तार से देखते हैं ध्यान दें जबकि यह हाल के दैनिक लिनक्स तंत्र तीसरे संस्करण में काफी सामान्य है जिसे ptmalloc3 के रूप में जाना जाता है में भी मौजूद है तो ptmalloc2 और ptmalloc3 के बीच सूक्ष्म अंतर हैं और हम इन अंतरों के विवरण में नही जायेगे दूसरी ओर इस व्याख्यान में हम केवल ptmalloc2 के अंदरुनी भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे अब जैसा कि हम जानते हैं कि ptmalloc2 gilibc लाइब्रेरी में मौजूद है जो सभी मानक C या C प्रोग्राम्स के साथ जुड़ा हुआ है जिसे आप एक विशिष्ट लिनक्स तंत्र पर लिखते हैं अब आंतरिक रूप से ptmalloc2 ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी प्राप्त करने के लिए उन सिस्टम कॉल का उपयोग करता है इसलिए सिस्टम कॉल को brk और mmap के रूप में जाना जाता है इसलिए जब भी brk या mmap को आमंत्रित किया जाता है तो इससे ऑपरेटिंग सिस्टम निष्पादित हो जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उस विशेष प्रक्रिया के लिए मेमोरी का एक चंक आवंटित करेगा तो उदाहरण के लिए यदि आप एक C प्रोग्राम लिखते हैं और पहली बार जब आप उस C प्रोग्राम के साथ आंतरिक रूप से malloc को आमंत्रित करते हैं तो malloc क्या करने जा रहा है कि यह brk सिस्टम कॉल को लागू करने जा रहा है इसलिए जब brk सिस्टम कॉल कर्नेल द्वारा निष्पादित होता है तो किसी विशेष प्रक्रिया में 132 किलोबाइट आकार की मेमोरी का एक हिस्सा आवंटित करेगा ताकि 132 किलोबाइट का उपयोग ptmalloc2 द्वारा उसके हीप स्थान के लिए किया जाता है तो इस विशेष क्षेत्र के भीतर आपके पास अलग अलग घटक हैं जिन्हें आप एरिना के रूप में जानते है फिर एरिना में आपके पास हीप है और हीप में आप मेमोरी चंक करते हैं तो जब भी आपका प्रोग्राम पहली बार आंतरिक रूप से malloc को आमंत्रित करता है तो ptmalloc2 brk के brk सिस्टम कॉल का आह्वान कर सकता है इसलिए जब brk निष्पादित हो जाता है तो यह वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल को क्रियान्वित करने का कारण बनता है और OS उस समय की विशेष प्रक्रिया के लिए 132 किलोबाईट मेमोरी आवंटित करेगा जब brk रिटर्न होगा तब ptmalloc कोड उस 132 किलोबाइट मेमोरी को प्रबंधित करने के लिए एल्गोरिदम रखेगा ताकि मेमोरी को कई अलग अलग घटकों में विभाजित किया जा सकेतो सबसे बड़े घटक को एरिना के रूप में जाना जाता है फिर एरिना को हीप में विभाजित किया जाता है और फिर कई चंक होते हैं ठीक तो मेमोरी चंक हीप के भीतर मौजूद हैं अब आइए पहले उदाहरण देखें कि कैसे एक एरिना का उपयोग किया जाता है तो हम इस विशेष प्रोग्राम को देखते हैं इसलिए जैसा कि आप देखते हैं कि यह एक सरल प्रोग्राम है जो थ्रेड्स का उपयोग करता है तो हमारे पास यहां एक बयान है जहां आप हजारों बाइट आवंटित करते हैं और फिर एक पता वापस करते हैं फिर आप इस विशेष विवरण में उस पते को मुक्त करते हैं जिसे आप बनाते हैं pthread लाइब्रेरी का उपयोग करते हुए एक थ्रेड बनाते है और फ़ंक्शन pthread create का आह्वान करता है तो यह फ़ंक्शन तब एक थ्रेड बनाएगा जो इस थ्रेड से निष्पादित होना शुरू हो जाएगा जो यहाँ पर मौजूद है तो pthread create के इस आमंत्रण के अंत में हमारे पास वास्तव में एकल प्रक्रिया है जिसमें 2 थ्रेड मुख्य थ्रेड और threadfunc थ्रेड है अब हम pthread join का आह्वान करते हैं तो यह सुनिश्चित करने के क्रम में कि मुख्य थ्रेड इसके निष्पादन को जारी रखने से पहले threadfunc के पूरा होने का इंतजार करता है दूसरे शब्दों में pthread join मुख्य थ्रेड को तब तक अवरुद्ध करेगा जब तक कि चाइल्ड थ्रेड या threadfunc अपने निष्पादन को पूरा नहीं करता है और फिर फ़ंक्शन वापस आ जाएगा अब उस थ्रेड में जो हमने अभी बनाया है हम एक अन्य हजार बाइट आवंटित करते हैं और फिर उस विशेष हज़ार बाइट को मुक्त करते हैं अब हम देखेंगे कि हीप का क्या होता है और हम वास्तव में इस प्रोग्राम को निष्पादित करना शुरू करते हैं जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हीप का आकार शुरू में 0 है इसलिए निश्चित रूप से यह प्रोग्राम बिल्कुल हीप के खंड को छोड़कर शुरू करेगा अब जब malloc को पहली बार इस विशेष कथन में निष्पादित किया जाता है तो इसका परिणाम यहाँ ptmalloc कोड होता हैजिसको निष्पादित करने की बात हम कर चुके हैं अब जब इस विशेष कथन में पहले malloc को शामिल करते हुए इस विशेष प्रोग्राम को निष्पादित करते है तो इसके परिणाम में ptmalloc लाइब्रेरी में मौजूद malloc फ़ंक्शन आमंत्रित होता है अब ptmalloc यह निर्धारित करेगा कि हीप खंड 0 है और फिर यह brk सिस्टम कॉल को आमंत्रित करेगा जैसा कि हमने देखा है कि brk सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम को लागू करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम इस विशेष प्रक्रिया के लिए 132 किलोबाइट का एक चंक आवंटित करेगा अब ptmalloc उस 132 किलोबाइट को प्राप्त करेगा इसे 2 भागों में विभाजित करेगा अब एक हिस्सा लगभग हजार बाइट्स और यह अब एक हिस्सा लगभग हज़ार बाइट्स के आसपास है और इस हिस्से के लिए एक संकेतक वह है जिसे एक malloc द्वारा लिखा गया है और इसे संबोधित करने के लिए सौंपा गया है तो शेष भाग मुक्त हिस्सा है अब मुख्य थ्रेड से बाद का प्रत्येक malloc तब मेमोरी के उस विशेष मुक्त हिस्से का उपयोग करेगा और इसलिए malloc के बाद के स्थानों को वास्तव में मेमोरी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का अनुरोध नहीं किया जाएगा तो 132 किलोबाइट का यह बड़ा क्षेत्र जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रदान किया है तब मुख्य थ्रेड में बाद के सभी malloc द्वारा उपयोग किया जाएगा जब तक कि पूरा 132 किलोबाइट पूरी तरह से उपयोग नहीं हो जाता है अब जब इस पूरे 132 किलोबाइट की मेमोरी का उपयोग मुख्य थ्रेड द्वारा पूरी तरह से किया जाता है तो बाद में malloc ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से शुरू करेगा और फिर 132 किलोबाइट का एक नया चंक प्राप्त कर सकता है तो इस तरह से आप देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम केवल तब ही आक्रमण करता है जब किसी विशेष अनुरोध को पूरा करने के लिए हीप खंड में कोई स्थान उपलब्ध नहीं है तो आप यहाँ जो देख रहे हैं वह किसी विशेष प्रक्रिया को मेमोरी से सम्बद्ध करती है तो कोई भी लिनक्स आधारित प्रणाली यदि आप वास्तव में इस विशेष फ़ाइल को cat करते हैं जो कि proc प्रक्रिया की PID है maps यह आपको उस विशेष प्रक्रिया के लिए संपूर्ण वर्चुअल एड्रेस स्पेस देगा इस मामले में इस प्रक्रिया की PID यह 1897 और इसलिए proc 1897 maps आपको उस विशेष प्रक्रिया के लिए वर्चुअल एड्रेस स्पेस देगी अब इस विशेष बिंदु पर जब निष्पादन ने malloc को पूरा कर लिया है तो आप यहां जो देख रहे हैं वह यह है कि इस विशेष malloc के बाद प्रोग्राम में एक नया खंड आवंटित किया जाता है तो यह खंड हीप है खंड 602000 से शुरू होकर 623000 तक होता है और यदि आप वास्तव में इन 2 को घटा सकते हैं तो आप देखेंगे कि इस विशेष खंड का आकार 132 किलोबाइट है यह भी ध्यान दें कि आपके पास इस खण्ड के लिए पढ़ने लिखने की अनुमतिहै जिसका अर्थ है कि आप उस विशेष खण्ड के डेटा को पढ़ सकते हैं या उस विशेष खण्ड में डेटा लिख सकते हैं अन्य शब्दों में यह एक नियमित डाटा खंड है कोड उस खंड में मौजूद नहीं हो सकता है क्योंकि यह एक निष्पादन योग्य खंड नहीं है अब जब अन्य प्रोग्राम अगले मुक्त फंक्शन को उस विशेष पते के साथ आमंत्रित करता है तो हम maps से जो नोटिस प्राप्त करते हैं वह यह है कि हीप खंड अभी भी मौजूद है आगे हम जो करेंगे हम उस विशेष पते को मुक्त करेंगे दूसरे शब्दों में हम इस हजार बाइट को मुक्त कर रहे हैं जो अभी आवंटित किया गया है और जो आप मेमोरी सम्बद्ध से देखेंगे वह यह है कि उस विशेष पते को मुक्त करने के बाद भी हीप अभी भी वही है हालांकि इस प्रोग्राम के द्वारा इस समय के विशेष समय में हीप का उपयोग नहीं किया जा रहा है इसलिए इसका मतलब यह है कि भले ही प्रोग्राम के द्वारा इस विशेष समय के बाद भी हीप का उपयोग नहीं किया जा रहा हो फिर भी हीप खंड है अभी भी विशेष प्रोग्राम के वर्चुअल एड्रेस स्पेस में मौजूद है आगे हम देखेंगे कि क्या होता है जब आप वास्तव में एक थ्रेड बनाते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं और आप pthread create को आमंत्रित करते हैं इसके परिणामस्वरूप एक नया थ्रेड बन रहा है जो यहां मौजूद है अब इस चाइल्ड थ्रेड में हम एक अन्य हजार बाइट malloc करते हैं अब आपके लिए यह जानना आश्चर्यजनक होगा कि जब आप इस हज़ार बाइट्स को malloc करते हैं तो ptmalloc में क्या होता है जिसके परिणामस्वरूप मेमोरी का एक नया हिस्सा आवंटित किया जाता है तो इस विशेष थ्रेड के भीतर उस थ्रेड में malloc के लिए पहला आह्वान फिर से शुरू होगा mmap सिस्टम कॉल और एक और 132 किलोबाइट प्राप्त करता है तो 132 किलोबाइट का यह पूरा क्षेत्र जो प्रोग्राम के मुख्य थ्रेड द्वारा आवंटित किया जाता है मुख्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है अब यह मुख्य क्षेत्र विभिन्न उप हीप में विभाजित है और प्रोग्राम के मुख्य थ्रेड से विभिन्न malloc आह्वानों को संतुष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है अब देखते हैं कि क्या होगा जब हम pthread create को आमंत्रित करते हैं तो जैसा हम जानते हैं कि pthread create एक थ्रेड फ़ंक्शन बनाएगा और नया थ्रेड इस विशेष फ़ंक्शन की शूटिंग शुरू कर सकता है इसलिए इस फ़ंक्शन में हम फिर से malloc को आमंत्रित करते हैं और एक अन्य हज़ार बाइट्स का अनुरोध करते हैं इस हज़ार बाइट्स का संकेतक तब इस स्थानीय संकेतक पते में संग्रहीत किया जाता है जब इस थ्रेड से malloc को पहली बार आमंत्रित किया जाता है तो क्या होगा कि ptmalloc कोड यह निर्धारित करेगा कि यह एक नया थ्रेड है और उस थ्रेड से malloc के लिए 1 आमंत्रण है और इसलिए यह ऑपरेटिंग सिस्टम को 132 किलोबाइट की मेमोरी जारी करने का अनुरोध करेगा तो देखते हैं कि तब क्या होता है जब हमने वास्तव में pthread create फ़ंक्शन का उपयोग करके थ्रेड बनाया था जो threadfunc के रूप में जाना जाने वाला एक थ्रेड शुरू करता है इसलिए threadfunc इस विशेष फ़ंक्शन से निष्पादित करना शुरू करता है अब जब हम इस विशेष फंक्शन में malloc में आमंत्रित है जो कि थ्रेड फंक्शन में है तो क्या होता है कि ptmalloc यह निर्धारित करेगा कि नए थ्रेड से पहला मॉलोक अनुरोध करता है और इसलिए यह मेमोरी के अन्य हिस्सा के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का अनुरोध करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उस विशेष थ्रेड के लिए एक और 132 किलोबाइट आवंटित करेगा इसलिए इस थ्रेड फ़ंक्शन में प्रत्येक malloc और free इस नए आवंटित क्षेत्र का उपयोग करेगा तो इस क्षेत्र को एक क्षेत्र के रूप में भी प्रबंधित किया जाता है अब हम इस विशेष प्रक्रिया के लिए वर्चुअल एड्रेस मैप को देखेंगे जब इस malloc को आमंत्रित किया गया है तो हम देखेंगे कि एक नया खंड अभी बनाया गया है यह खंड 7ffff से शुरू होता है और इसके बाद 7 जीरो से 7 ffff0021000 पर आता है इसलिए आप ध्यान दें यह क्षेत्र विशेष रूप से 132 किलोबाइट का भी है इसलिए इस विशेष खंड से निर्मित होने वाला प्रत्येक malloc अपने आवंटन के लिए इस खंड का उपयोग करता है दूसरी तरफ मुख्य थ्रेड से लगाए गए हर malloc इस खंड का उपयोग अपने आवंटन के लिए करेंगे इसलिए यह आवंटन वह जगह है जहां आपके पास मुख्य क्षेत्र है और यह नया बनाया गया खंड है जहां हम थ्रेड क्षेत्र के थ्रेड के लिए क्षेत्र होगा इस तरह से हम जो देखते हैं वह यह है कि यह संभव है कि हम किसी विशेष प्रोग्राम में जो भी थ्रेड बनाते हैं उसका अलग खंड हो अब हम इस हीप मेमोरी की पूरी संरचना को देखते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि हीप मेमोरी में मुख्य घटकों में से एक क्षेत्र है तो हमारे पास मुख्य क्षेत्र है जिसमें क्षेत्र शामिल है जो प्रोग्राम के मुख्य थ्रेड द्वारा उपयोग किया जाता है और आपके पास प्रत्येक थ्रेड के लिए विभिन्न थ्रेड क्षेत्र हो सकते हैं जो प्रक्रिया को आमंत्रित करते है अब इसलिए एक प्रक्रिया में हमारे पास कई क्षेत्र हो सकते हैं जो मौजूद हैं अब अगर आप ptmalloc2 कोड को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक संरचना है जिसे malloc state के रूप में जाना जाता है जिसका उपयोग क्षेत्र के प्रबंधन के लिए किया जाता है अब प्रत्येक क्षेत्र में कई हीप हो सकते हैं तो यदि आप ptmalloc कोड में और malloc state नामक संरचना में देखते हैं तो आप देखेंगे कि heap info का एक आरंभिक मान दिया गया है जो वास्तव में एक विशेष हीप का सूचक होगा अब हम पूरी संरचना को देखते हैं कि कैसे हीप का प्रबंधन किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि हीप में मुख्य घटक क्षेत्र है एक प्रोग्राम में एक या एक से अधिक क्षेत्र हो सकते हैं जो अब मौजूद हैं प्रत्येक क्षेत्र 132 किलोबाइट का है और इन क्षेत्रों को ऑपरेटिंग सिस्टम के आमंत्रण के द्वारा बनाया जाता है अब आगे क्या होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में कई हीप हो सकते हैं इनमें से प्रत्येक हीप संभवतः गैर संक्रामक हो सकता है और यदि आप ptmalloc2 कोड को देखते हैं तो आप देखेंगे कि 2 संरचनाएं हैं जो मौजूद हैं malloc state संरचना अनिवार्य रूप से क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिए उपयोग की जाती है इसलिए इसे अंत के रूप में भी जाना जाता है जो मेरे पास है और यह मेमोरी में मौजूद है और इसमें क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न मेटा डेटा और अन्य जानकारी शामिल है इसी तरह यदि आप ptmalloc2 कोड को देखते हैं तो आपके पास एक और संरचना है जिसे heap info के रूप में जाना जाता है तो मेटा डेटा के रूप में मौजूद यह विशेष संरचना एक क्षेत्र के साथ विशिष्ट हीप का प्रबंधन करने के लिए उपयोग की जाएगी अब प्रत्येक हीप में कई मेमोरी चंक हो सकते हैं इसलिए इन चंक को आवंटित या असंबद्ध किया जा सकता है जिसे मुक्त चंक के रूप में भी जाना जाता है और आपको अंतिम शेष बचे हुए चंक के लिए शीर्ष चंक के रूप में भी जाना जा सकता है अब हम देखेंगे कि यह शीर्ष चंक कौन सा है और बाद में अंतिम शेष चंक कौन सा है लेकिन इस विशेष समय पर यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि इस हीप मेमोरी को प्रबंधित करने वाली संरचना को malloc chunk के रूप में जाना जाता है इसलिए आप इस ptmalloc2 कोड को देख और इस malloc chunk का पता लगा सकते हैं और उन सभी प्रविष्टियों को देखें जो एक विशेष मेमोरी चंक को प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाती हैं तो इस विशेष स्लाइड से पता चलता है कि ptmalloc हीप की पूरी संरचना इस विशेष प्रविष्टि में मुख्य क्षेत्र है तो इसे struct malloc state के रूप में परिभाषित किया गया है अब इस विशेष संरचना के भीतर एक प्रविष्टि है जिसे सिस्टम मैप के रूप में जाना जाता है जो मुख्य हीप का एक संकेतक है इसलिए अब मुख्य हीप वास्तव में यहां पर आवंटित किया गया है यह लगभग 132 किलोबाइट से थोड़ा कम है और हमारे पास शीर्ष सूचक है जो अंतिम ब्लॉक को इंगित कर रहा है जो हीप में मौजूद है इसलिए इस शीर्ष सूचक का उपयोग निर्धारित किया जा सकता है जब यह हीप पूरी तरह से भरा हो अब बनने वाले हर दूसरे क्षेत्र में एक क्षेत्र संरचना भी होगी तो हमारे पास यहाँ एक अन्य क्षेत्र है तो यह यह एक थ्रेड क्षेत्र है जिसे डायनामिक क्षेत्र भी कहा जाता है तो इस विशेष थ्रेड क्षेत्र के भीतर हम फिर से एक struck malloc state करते हैं जिसमें अनिवार्य रूप से इस क्षेत्र के लिए मेटा डेटा शामिल होता है जो अभी बनाया गया है तो विशेष प्रक्रिया के मुख्य क्षेत्र के अलावा कई थ्रेड क्षेत्र भी हो सकते हैं इसलिए यहां पर हमने वास्तव में दिखाया है कि 2 थ्रेड क्षेत्र हैं एक नीले रंग में और दूसरा पीले में इसलिए प्रत्येक थ्रेड क्षेत्र को उस प्रक्रिया में एक विशेष थ्रेड के लिए आवंटित किया जाता है तो थ्रेड क्षेत्र को डायनामिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है तो जैसा कि हमने देखा है कि प्रत्येक थ्रेड क्षेत्र में कई हीप हो सकते हैं तोये हीप लिंक लिस्ट द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं तो इनमें से प्रत्येक थ्रेड क्षेत्र में हमारे पास फिर से struct malloc state है जो कि प्रबंधन ब्लॉक है जिसमें इस विशेष क्षेत्र के लिए मेटा डेटा होता है जो प्रत्येक हीप के लिए होता है जो इस क्षेत्र में मौजूद होता है हमारे पास एक struct heap info होता है जिसमें उस संबंधित हीप के लिए मेटा डेटा होता है तो इस विशेष उदाहरण में नीले रंग में मौजूद हीप में हमारे पास 3 हीप हैं जो मौजूद है इसलिए हमारे पास 3 हीप जानकारी संरचनाएं हैं यह पहला है यह दूसरा है और यह तीसरा है ये सभी हीप एक लिंक लिस्ट से एक दूसरे से जुड़े है और लिंक लिस्ट का शीर्ष यह विशेष क्षेत्र है अब ये सभी विभिन्न क्षेत्र जो इस क्षेत्र के रूप में मौजूद हैं यह नीला क्षेत्र और यह पीला क्षेत्र एक लिंक लिस्ट द्वारा आगे एक साथ जुड़ा हुआ है इसलिए आप इस सब से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक विशेष प्रक्रिया के पूरे हीप का खंड यह आवश्यक रूप से एक सन्निहित खंड नहीं है दूसरी ओर हीप के खंड में वास्तव में विभिन्न छोटे खंड शामिल होते हैं जो लिंक लिस्ट द्वारा जुड़े होते हैं इन छोटे खंडों में क्षेत्र शामिल हैं और प्रत्येक क्षेत्र में हीप शामिल हैं और ये सभी तब कई लिंक लिस्ट द्वारा एक साथ जुड़े हुए हैं अब इन सभी सूची के शीर्ष मुख्य क्षेत्र हैं हीप में क्षेत्रों के बारे में कुछ और जानकारी यह है कि क्षेत्रों की एक अधिकतम संख्या है जो किसी विशेष प्रक्रिया में मौजूद हो सकती है आमतौर पर 32 बिट सिस्टम में मौजूद क्षेत्रों की अधिकतम संख्या उस तंत्र में मौजूद कोर की संख्या से 2 गुना अधिक होती है इसलिए ये कोर उस तंत्र में मौजूद प्रोसेसर कोर हैं 64 बिट तंत्र में एक विशेष प्रक्रिया में मौजूद क्षेत्रों की अधिकतम संख्या कोर की संख्या से 8 गुना है इसलिए उदाहरण के लिए अगर मैं 32 बिट तंत्र पर 32 बिट प्रोग्राम चला रहा हूं और वर्तमान में कोर की संख्या 4 है इसका मतलब यह होगा कि मेरे पास 8 अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इस प्रोग्राम में 7 निर्देश निकालता हूं तो प्रोग्राम के मुख्य निर्देश सहित प्रत्येक निर्देश को एक अलग क्षेत्र मिलेगा अब अगर मैं उस विशेष प्रोग्राम में निर्देशों की संख्या बढ़ाता हूं तो इसका मतलब होगा कि आपके पास एक ही क्षेत्र साझा करने वाले कई निर्देश होंगे अब इसलिए सबसे अच्छी दक्षता और सबसे तेज़ malloc और frees प्राप्त होते हैं जब निर्देशों की संख्या 7 जोड़ मुख्य निर्देश इसलिए 8 तक सीमित हो जाती है अब एक बार जब आप 8 से परे निर्देशों की संख्या बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रों का एक बंटवारा होता है जिसके परिणामस्वरूप malloc और frees की थोड़ी मंदी हो सकती है यह मंदी एक विशेष क्षेत्र का उपयोग करने के लिए विवाद के कारण होती है जब एक क्षेत्र 2 या अधिक निर्देशों द्वारा साझा किया जाता है ptmalloc कोड यह सुनिश्चित करता है कि विशेष क्षेत्र का उपयोग करने के लिए निर्देशों के बीच तुल्यकालन है इसलिए विभिन्न लॉकिंग और अनलॉकिंग तंत्र को ptmalloc2 में लागू किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशेष क्षेत्र की स्थिति हमेशा सुसंगत है इसलिए यह सुनिश्चित करता है कि जब एक निर्देश एक malloc का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है और यह malloc एक क्षेत्र में मिलता है जिसे अन्य निर्देश द्वारा भी साझा किया जाता है तो एक लॉकिंग तंत्र है तुल्यकालन सुनिश्चित करने के लिए इसलिए पिछली स्लाइड में हमने जो कुछ बताया है उसके बारे में सोचने के लिए प्रत्येक प्रक्रिया में अधिकतम संख्या में क्षेत्र मौजूद होते हैं अब यह सोचने के लिए यहाँ सवाल यह है कि क्षेत्रों की संख्या में इस तरह का प्रतिबंध क्यों है यदि हमारे पास असीमित संख्या में क्षेत्र है जो दूसरे शब्दों में है तो क्या होगा यदि आपके द्वारा बनाए गए प्रत्येक निर्देश को अपना क्षेत्र मिल जाए आगे हम हीप के बारे में बात करेंगे जो एक क्षेत्र में मौजूद होते हैं और ढेर हीप के साथ मेमोरी को विभिन्न आकारों की मेमोरी टुकड़ों में विभाजित किया जाता है और इन टुकड़ों का उपयोग वास्तव में तब किया जाता है जब हम malloc और free का आह्वान करते हैं इसलिए टुकडे को 2 प्रकारों के रूप में जाना जाता है एक को आवंटित टुकड़ा और दूसरे को आवंटनमुक्त टुकडे के रूप में जाना जाता है अब मुक्त टुकडे वास्तव में एक लिंक लिस्ट में संग्रहीत है अब हर बार जब हम एक malloc करते हैं तो हम कहते हैं कि हम 1000 बाइट्स का एक malloc करते हैं जो होगा वह यह है कि ptmalloc निष्पादित होगा यह इसी क्षेत्र को खोजेगा और फिर यह सम्बंधित हीप को निर्धारित करेगा और फिर हीप के भीतर यह मेमोरी टुकड़ा मिलेगा जो 1000 बाइट्स अनुरोध को पूरा कर सकता है जब इस तरह का एक टुकड़ा मिल जाता है तो यह आपकी प्रक्रिया को वह टुकड़ा आवंटित कर देगा इसलिए अब हम देखेंगे कि ये आवंटित और मुक्त टुकड़ा वास्तव में कैसे व्यवस्थित हैं तो एक आवंटित हिस्सा कुछ इस तरह दिखता है जब नए malloc उदाहरण के लिए 1000 बाइट्स कहता है और इस टुकडे को उस बिंदु को आवंटित किया जाता है जो विशेष प्रोग्राम पर वापस जाता है इस स्थान का एक संकेतक है अब इस स्थान से पहले मेटा डेटा के रूप में जानी जाने वाली कुछ जानकारी है यह मेटा डेटा आपके द्वारा चलाए जा रहे तंत्र के आधार पर 8 या 16 बाइट्स हो सकता है इसलिए इस मेटा डेटा में इस आवंटित टुकडे के बारे में जानकारी शामिल है इसमें टुकडे का आकार है जो यहाँ पर मौजूद है और फिर इसमें 3 झंडे N M और P झंडे हैं P ध्वज का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या यहाँ पर पिछला टुकड़ा जो इस विशेष बिंदु पर समाप्त होता है हम उपयोग किया है या उपयोग नहीं किया है अब यदि P 0 के बराबर है तो इसकी सामग्री पिछले टुकडे के आकार की होगी इसके अलावा हमारे पास 2 अन्य झंडे हैं N झंडा और M झंडा हैं तो ये 2 झंडे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं M झंडा सेट किया गया था यदि mmap सिस्टम कॉल का उपयोग करने के द्वारा टुकड़ा प्राप्त किया गया था N झंडा सेट किया गया था यदि टुकड़ा निर्देश अखाड़े के साथ है जब आप 8 बाइट्स आवंटित करते हैं तो मेमोरी आवंटन के दृष्टिकोण से इसका मतलब होगा कि 8 बाइट्स यहाँ से शुरू होती हैं और यहाँ पर समाप्त होती हैं और इसके अलावा कुछ और मेटा डेटा बाइट्स होंगे जो आवंटित किए जाते हैं तो एक विशिष्ट 32 बिट सिस्टम में आपको 8 और बाइट्स आवंटित किए जाएंगे जो कि कुल 8 बाइट्स के एक malloc के लिए हैं आंतरिक रूप से ptmalloc वास्तव में 16 बाइट्स आवंटित करेगा उपयोगकर्ता डेटा के वास्तविक डेटा के लिए 8 और 8 अन्य बाइट्स मेटा डेटा के लिए अब जब आप free को बुलाने का उपयोग करके मेमोरी का एक हिस्सा मुक्त करते हैं और पता देते हैं तो malloc वास्तव में उस आवंटित टुकडे को मुक्त में बदल देगा अब मुक्त टुकडे की एक संरचना है जो इस तरह दिखती है इसलिए इस संरचना में क्या महत्वपूर्ण है ये 2 प्रविष्टियां हैं आगे की प्रविष्टि और पीछे की प्रविष्टि इसलिए अनिवार्य रूप से free क्या कर रहा है कि यह एक विशेष मुक्त टुकडे को लिंक लिस्ट में जोड़ सकता है तो यह लिंक लिस्ट या तो एकल लिंक लिस्ट या दोहरी लिंक लिस्ट हो सकती है और इस आगे और पीछे के संकेतक का उपयोग हीप में मौजूद पिछले और अगले मुक्त टुकडे को इंगित करने के लिए किया जाता है तो यह है कि यह वास्तव में कैसा लगेगा जैसा कि हम कहते है कि यह पूरी बात हीप है और हीप के भीतर आपको विभिन्न रंग हैं नारंगी रंग आवंटित टुकडे को दिखाता है और नीला रंग मुक्त टुकडे दिखाता है अब यहाँ की लाइनें इस तरह से यह यह और ये रेखाएँ मौजूद विभिन्न मेटा डेटा के लिए अलग अलग हैं इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण लिंक लिस्ट है जो मुक्त टुकड़ों को संगृहीत करने के लिए उपयोग की जाती हैं इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ w लिंक लिस्ट दिखाई हैं जो वास्तव में हैं इस मुक्त हीप मेमोरी में मौजूद सभी मुक्त टुकड़ों से जुड़ा हुआ है अब जब भी कोई ऐसा malloc होता है जिसे अनुरोध किया जाता है पहले क्या होता है कि ptmalloc कोड इस विशेष लिंक लिस्ट से होकर गुजरेगा और यह निर्धारित करेगा कि क्या मेमोरी का एक मुक्त टुकड़ा है जो इस malloc के अनुरोध को पूरा कर सकता है यदि ऐसा टुकड़ा पाया जाता है तो उस लिंक लिस्ट से उस विशेष डेटा को हटा दिया जाता है और उसे उस मेमोरी के लिए आवंटित किया जाता है तो इस प्रकार आप जब भी कोई ऐसा malloc देखते हैं तो यह संभव है कि मुक्त मेमोरी का एक टुकड़ा दूसरी ओर आवंटित हो जाए जब एक मुक्त होता है तो आवंटित टुकड़ों में से एक मुक्त हो जाता है और लिंक लिस्ट में जुड़ जाता है इस दृष्टिकोण के साथ समस्या यह है कि लिंक लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है और इसलिए malloc को आवंटित किए जाने के लिए उपयुक्त समय का पता लगाने में लंबा समय लगेगा तो उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि हमने 1000 बाइट्स का एक malloc किया है तो इस लिंक लिस्ट में तब तक ट्रेस किया जा सकता है जब तक कि malloc को एक मुक्त टुकड़ा नहीं मिल जाता है जो कम से कम 1000 बाइट्स का होता है और यह एक लंबा समय ले सकता है और इसलिए वास्तव में ptmalloc में क्या किया गया है कि हम केवल एक लिंक लिस्ट को बनाए नहीं रखते हैं बल्कि हम कई अलग अलग प्रकार की लिंक लिस्ट बनाए रखते हैं तो हम इसे बिनिंग कहते हैं तो ptmalloc कोड में वास्तव में आपके पास विभिन्न प्रकार के डिब्बे होते हैं और प्रत्येक डिब्बे अलग अलग आकार के होते हैं जो कि आवंटित हो जाते हैं तो उदाहरण के लिए हमारे पास उनकी लिंक लिस्ट है जो 16 बाइट्स की हैं दूसरी ओर हमारे यहाँ 577 से लेकर 640 बाइट्स तक की किसी भी चीज़ की लिंक लिस्ट है तो अब इस विशेष मामले में जब कोई malloc का आह्वान होता है तो वह सीधे उस विशेष लिंक सूची में जा सकता है और उपयुक्त मुक्त टुकडे का चयन कर सकता है और उस विशेष मुक्त टुकडे को बहुत अधिक जल्दी आवंटित कर सकता है Ptmalloc2 में विभिन्न प्रकार के डिब्बे होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है विशेष रूप से तेज डिब्बे अवर्गीकृत डिब्बे छोटे डिब्बे बड़े डिब्बे होते हैं तो इसके अलावा कुछ और भी हैं जिन्हें शीर्ष टुकडे और आखिरी शेष टुकडे के रूप में जाना जाता है अब इनमें से प्रत्येक अलग डिब्बे को एक अलग तरीके से प्रबंधित किया जाता है ताकि उस विशेष स्मृति को संजाति और को सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित किया जा सके उदाहरण के लिए तेज डिब्बे एकल लिंक लिस्ट हैं वे दोहरी लिंक लिस्ट नहीं हैं अब इनमें से प्रत्येक तेज डब्बे 8 बाइट टुकडे में हैं तो उदाहरण के लिए हमारे पास 16 बाइट्स 24 बाइट्स 32 बाइट्स आदि 80 बाइट्स तक के तेज डब्बे हैं और तेज डिब्बे में भी यहाँ संलीन नहीं होता है हम देखेंगे कि बाद के बिंदु पर कौन सा संलीन है निश्चित रूप से संलीन का उपयोग विखंडन को रोकने के लिए किया जाता है लेकिन यदि आपका बिन तेजी डिब्बा होने वाला हैं तो कोई भी संलीन नहीं है जो किया जाता है अब चूंकि यह एक एकल लिंक लिस्ट है तो यहाँ अंत में प्रवेश और सबसे पहले बाहर ऑपरेशन होता है जो आगे बढ़ता है तो यह विशेष स्लाइड तेज डिब्बे का एक उदाहरण दिखाता है इसलिए मुख्य क्षेत्र में हमारे पास एक ऐरे होगा और प्रत्येक ऐरे एक लिंक लिस्ट के लिए एक संकेतक है उदाहरण के लिए यह पहला तत्व एक तेज डिब्बे का सूचक है और यह उस लिंक लिस्ट के टुकडे के लिए नियुक्त किया गया है जो 16 बाइट्स का होता है यह प्रविष्टि 32 बाइट्स की मेमोरी टुकडे के लिए एक लिंक लिस्ट नियुक्त की जाती है तो जब कभी एक malloc होता है कहने के लिए 32 बाइट्स तो PT malloc क्या करेगा कि यह इस तेज़ डिब्बे ऐरे को संदर्भित करेगा यह तुरंत मिल जाएगा जो इस एक 32 बाइट का अनुरोध करता है जो इस स्थान पर जाता है और यह यहां उपलब्ध पहले टुकडे को उठाएगा अब लिंक लिस्ट ऑपरेशन है जिसमें इस स्थान को अब संशोधित किया गया है ताकि 32 बाइट्स के अगले उपलब्ध मुक्त टुकडे को इंगित किया जा सके तो आप देखते हैं कि यदि आपकी मेमोरी का आवंटन बहुत छोटा है और यह तेज डिब्बे में होता है तो malloc बहुत जल्दी काम करता है बस इतना करना है कि तेज डिब्बे में मौजूद ऑफसेट को पहले मेमोरी टुकडे से निकालें जो मौजूद है और एक छोटा लिंक लिस्ट ऑपरेशन करें तो इस उदाहरण में हम क्या करते हैं हम malloc x करते है जो 15 बाइट्स का है फिर x के मूल्य को छापते हैं और फिर free x फिर हम malloc y करते है जो कि 13 बाइट्स है y छापते है और free y करते है तो जब आप इस प्रोग्राम को निष्पादित करते हैं तो क्या होता है कि दोनों x के साथ साथ y भी है इसलिए एक malloc फ़ंक्शन है जो लागू हो जाता है और वे दोनों इस 16 बाइट्स के अनुरूप लिंक लिस्ट में समाप्त हो जाएंगे तो जब इस विशेष malloc को पूरी तरह से निष्पादित होता है तो 16 बाइट्स का एक टुकड़ा और एक अन्य 8 बाइट्स आवंटित हो जाता है और उस मेमोरी का संकेतक x में मौजूद होता है इसलिए जब इस free का आह्वान हो जाता है तो 16 बाइट्स का टुकड़ा तेज डिब्बे के साथ लिंक लिस्ट में जुड़ जाता है इसलिए हम 16 बाइट्स के तेज डिब्बे के अनुरूप होंगे हमारे पास टुकड़ा x होगा जो आवंटित किया जाता है जब हम इस free के बाद फिर से 13 बाइट्स का एक malloc करते हैं तो यह वास्तव में एक ही लिस्ट प्रविष्टि प्राप्त करेगा इस प्रकार क्या होगा कि x और y को एक ही पता मिलेगा इस प्रकार जब हम इस विशेष प्रोग्राम को चलाते हैं तो हम x और y को उसी टुकडे की ओर इंगित करते हैं जो प्रक्रिया में मौजूद स्मृति का टुकड़ा है हालाँकि यह सच नहीं है यदि malloc के आकार अलग हैं उदाहरण के लिए यदि आप एक malloc 8 और एक malloc 13 करते हैं तो ये विभिन्न तेज डिब्बे प्रविष्टियों में आते हैं अब दूसरी तरफ अगर उदाहरण के लिए malloc के आकार अलग अलग हैं तो हमारे पास 8 बाइट्स हैं और फिर 13 बाइट्स हैं तो वे अलग अलग तेज डिब्बे में समाप्त होते हैं इस प्रकार यहाँ x और y को अलग अलग पते मिलेंगे अब इसके अलावा हमारे पास अवर्गीकृत डिब्बे हैं तो यह एक डिब्बा है जो एक दोहरी लिंक लिस्ट है जिसमें किसी भी आकार का एक टुकड़ा हो सकता है जिसे ptmalloc द्वारा उपयोग की जाने वाली आवंटन नीति का पहला टुकड़ा इस्तेमाल करता है जो ठीक बैठता है जब एक टुकड़ा मुक्त होकर पहले यहाँ जोड़ा जाता है तो यह एक अवर्गीकृतडिब्बे का एक उदाहरण है तो हम यहाँ जो देखते हैं वह यह है कि एक दोहरी लिंक लिस्ट है तो इसलिए आगे का संकेतक है और पीछे के संकेतक है यह एक ऐरे है जो मुख्य क्षेत्र में मौजूद है और तत्व डिब्बे के प्रकार का है इसलिए आप यह भी नोटिस करते हैं कि इनमें से प्रत्येक डिब्बे अलग अलग आकार के हैं तो अब अगर मैं 1000 बाइट्स का एक malloc करता हूं तो यह यहां आ जाएगा यह पता चलेगा कि यहां आने के अनुरोध को संतुष्ट करने के लिए 104 बाइट बहुत छोटा है और यह पता लगा सकता है कि 1008 बाइट बिल्कुल पर्याप्त हैं और इसलिए यह विशेष टुकड़ा उस अनुरोध को आवंटित किया जाएगा तो आइए पहले उपयुक्त आबंटन के उपयोग का एक उदाहरण देखते हैं जो कि ptmalloc में मौजूद है तो हम इस उदाहरण में क्या करते हैं कि हम malloc 2 क्षेत्रों को एक 512 बाइट्स का है करते है जो कि a के द्वारा इंगित किया गया हैऔर दूसरा 256 बाइट्स है जो b के द्वारा इंगित किया जाता है ठीक तब हम क्या करते हैं हम a को मुक्त करते हैं और हम Malloc c करते है जो कि 50 बाइट्स का है ध्यान दें कि c 512 बाइट्स और 256 बाइट्स की तुलना में बहुत कम है जो पहले आवंटित किया गया है अब जब हम a को मुक्त करते हैं तो क्या होता है कि a तेज डिब्बे में जाने के लिए बहुत बड़ा है और इसलिए यह इस अवर्गीकृत डिब्बे में चला जाता है और इसलिए अवर्गीकृत डिब्बे में एक प्रविष्टि होगी जो लगभग 512 बाइट्स के टुकडे से मेल खाती है आगे हम क्या करते हैं हम फिर से 50 बाइट्स और संकेतक के साथ malloc का आह्वान करते हैं जिसे malloc वापस करता है c में संग्रहीत है अब पहले उपयुक्त आबंटन में क्या होता है वह अवर्गीकृत डिब्बे और ट्रैवर्स किया जाता है जिससे यह पता चलता है कि इस अवर्गीकृत डिब्बे में 512 बाइट्स का एक टुकड़ा होता है जो मौजूद होता है और इसलिए यह क्या करता है यह इस टुकडे को 2 भागों में विभाजित कर देगा तो एक हिस्सा 50 बाइट्स से थोड़ा अधिक है और इस हिस्से को C आवंटित किया जाता है अब जो दूसरा हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है वह अभी भी लिंक लिस्ट में रहेगा इस प्रकार जब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो हम यही देखते हैं हम देखेंगे कि a और b का शुरुआती आवंटन इस पते पर है और जब हम वास्तव में c को आवंटन a मुक्त करने के बाद करते हैं तो इसे वही पता मिल सकता है जो a ने प्राप्त किया है तो आप जानते हैं कि दोनों पते a और c एक ही स्थान को इंगित कर रहे हैं जो 9b10008 है अब जो अन्य डिब्बे मौजूद हैं वे छोटे डिब्बे हैं जिनमें 62 छोटे डिब्बे हैं जो 512 बाइट्स से कम हैं और उनमें 8 बाइट्स के टुकड़े उपलब्ध हैं ये डिब्बे भी चक्राकार और दोहरी लिंक लिस्ट हैं और संलीन को संतुष्ट करते हैं ठीक और इसमेंपहले आओ और पहले पाओ है तो विभिन्न आकारों के 63 बड़े डिब्बे भी हैं शीर्ष टुकड़ा क्षेत्र के शीर्ष पर है और किसी भी डिब्बे से संबंधित नहीं है इसलिए इसका उपयोग सेवा अनुरोधों के लिए किया जाता है जब कोई मुक्त टुकड़ा उपलब्ध नहीं होता है तो जब भी आप एक malloc करते हैं तो क्या होता है कि malloc सभी विभिन्न लिंक लिस्ट पर जाएगा और अगर यह पता चलता है कि इनमें से किसी भी लिंक में कोई मौका नहीं है जो उस विशेष malloc अनुरोध को संतुष्ट कर सकता है तो शीर्ष टुकड़ा का हिस्सा लिया जाता है और उस हिस्से को malloc अनुरोध के लिए आवंटित किया जाता है अब अगर malloc अनुरोध काफी बड़ा था तो शीर्ष हिस्सा भी उस विशेष malloc अनुरोध को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी तो OS को आमंत्रित किया जाता है और मुझे पता था कि हीप खंड आवंटित किया जाता है तो यह brk या sbrk सिस्टम कॉल को जोड़ने का उपयोग करके किया जाता है तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों हीप टुकड़ों और विभिन्न प्रकार के डिब्बे के साथ आंतरिक रूप से malloc का प्रबंधन किया जाता है अगले व्याख्यान में हम free फ़ंक्शन कॉल के बारे में और अधिक विस्तार से देखेंगे निश्चित रूप से कैसे free आवंटित स्मृति को हटाता है और लिंक लिस्ट का प्रबंधन कैसे किया जाता है और विशेष रूप से हम वास्तव में malloc के इन आंतरिक पहलुओं का शोषण करने के तरीकों पर गौर करेंगे और बताएंगे कि कैसे वास्तव में इस दृश्य पर हमला करते हैं धन्यवाद